स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम विभिन्न परिदृश्यों के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम्स के वाईब्रेशन्स के बारे में सीख रहे हैं पहले सप्ताह में हमने फ्री वाईब्रेशन्स अनडेमप्ड और विस्कोसली डेमप्ड फ्री वाईब्रेशन्स के बारे में सीखा पिछले सप्ताह में हमने कूलम्ब डैम्प्ड फ्री वाईब्रेशन सीखा हमने हार्मोनिक वाईब्रेशन्स के बारे में भी सीखा यानी जब सिस्टम एक हार्मोनिक फाॅर्स के तहत वाईब्रेशन्स करता है हमने रेजोनेंस और रेसोनेन्ट प्रतिक्रियाओं पर डेम्पिंग के प्रभाव के बारे में सीखा हमने ट्रांसमिसिबिलिटी और वाइब्रेशन आइसोलेशन के बारे में भी सीखा इसलिए इस सप्ताह कुछ नया सीखने से पहले हम पिछले सप्ताहों में हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में देखेंगे पहले सप्ताह में हमने फ्री वाईब्रेशन्स पर चर्चा की यह फ्री वाइब्रेशन के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की की गति का समीकरण है m सिस्टम का मास है c डेम्पिंग गुणांक है k स्टिफनेस है और चूंकि यह फ्री वाइब्रेशन है तो इस सिस्टम पर कोई बाहरी फाॅर्स कार्य नहीं कर रहा है इसलिए इसका दायां पक्ष 0 है तो यह अनडेमप्ड फ्री वाईब्रेशन्स रिस्पांस प्रतिक्रिया है जब c 0 हो जाता है तो यह अनडेमप्ड होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस इस प्रकार है x जो कि प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट है को cos ⍵nt प्लस से गुणा किया जाता है जो कि प्रारंभिक वेग x डॉट है जिसे ⍵n से विभाजित किया जाता है और इसे Sin ⍵nt से गुणा किया जाता है और ⍵n हमने देखा है कि यह k बाई m के वर्गमूल के बराबर है और इसे इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रूप में जाना जाता है और इस तरह का रिस्पांस दिखाई देगा और चूंकि सिस्टम में कोई डेम्पिंग नहीं है यह डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्षय नहीं होगा यह एम्पलीटूड प्रत्येक चक्र में नहीं बदलेगा अर्थात एम्पलीटूड समान होगा

तब हमारे पास डेमप्ड फ्री वाईब्रेशन्स है डेमप्ड फ्री वाईब्रेशन्स में डेम्पिंग गैर शून्य होता है और इस समीकरण को इस प्रकार फिर से लिखा जा सकता है यदि आप इसे मास से विभाजित करते हैं तो आपको यह समीकरण मिलेगा जहां जीटा को डेम्पिंग गुणांक और क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है यह एक डेमप्ड सिस्टम का फ्री वाइब्रेशन के तहत रिस्पांस है तो हमारे पास एक एक्सपोनेंसीअली डिके करने वाला पद है यहाँ यह जीटा का एक फंक्शन है

तो डेम्पिंग के आधार पर वाइब्रेशन रिस्पांस में एक डिके होता है तो आप इसे प्लाट में देख सकते हैं तो समय के साथ वाइब्रेशन का एम्पलीटूड कम हो जाता है और यहाँ इस समीकरण में यह x प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट है और ⍵D नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसे 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल से गुणा किया जाता है जहाँ जीटा डेम्पिंग अनुपात है इसलिए यदि डेम्पिंग अधिक है तो यह मान नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो यहाँ हमारे पास प्रारंभिक वेग है और दूसरा पद डेम्पिंग और प्रारंभिक डिसप्लेमेंट पर निर्भर करता है तो इस तरह एक डेमप्ड सिस्टम का वाइब्रेशन दिखता है और यह समय के साथ कम हो जाता है और कुछ समय बाद वाइब्रेशन बंद हो जाता है फिर हमने एक प्रकार के फोर्स्ड वाइब्रेशन पर चर्चा की जिसे हार्मोनिक वाइब्रेशन कहा जाता है ऐसा फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक फाॅर्स एक समय आधारित फाॅर्स सिस्टम पर कार्य करेगा और एक हार्मोनिक फाॅर्स ऐसा कुछ है जिसे इस तरह साइन या कोसाइन के फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है तो इस तरह एक हार्मोनिक फाॅर्स दिखेगा और p नॉट इस फाॅर्स का एम्पलीटूड है और ओमेगा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है तो यह पीरियड 2 π बाई फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और इसे फोर्सिंग पीरियड कहा जाता है p0 sin 𝜔t or p0 cos 𝜔t यह हार्मोनिक फाॅर्स के तहत एक अनडेमप्ड सिस्टम का रिस्पांस है तो इस रिस्पांस में दो कंपोनेंट्स होंगे एक ट्रांसिएंट कॉम्पोनेन्ट और स्टेडी स्टेट रिस्पांस तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस एक साइन फंक्शन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी जो कि ओमेगा है और ट्रांसिएंट रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन के रूप में होगी तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं ब्लू डायग्राम इस रिस्पांस xt को दिखाता है और डॉटेड रेखा स्टेडी स्टेट रिस्पांस दिखाती है तो इस रिस्पांस में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी तो इन दो एड्जेसेन्ट पीक्स के बीच का समय नेचुरल पीरियड के बराबर होगा और दो ग्लोबल पीक्स के बीच का समय फोर्सिंग पीरियड होगा इस प्रकार हार्मोनिक फाॅर्स के तहत एक अनडेमप्ड सिस्टम का रिस्पांस होता है तो फिर से इसका ट्रांसिएंट रिस्पांस और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा लेकिन डेमप्ड सिस्टम में ट्रांसिएंट रिस्पांस समय के साथ सिस्टम में मौजूद डेम्पिंग की मात्रा के आधार पर घट जाता है तो यह ट्रांसिएंट रिस्पांस समय के साथ बदल जाएगी और घट जाएगी और 0 हो जाएगी और कुछ समय बाद केवल स्टेडी स्टेट रिस्पांस रह जायेगा A cost B st C st D cost तो इसलिए जैसा इनका नाम कहता है स्टेडी स्टेट और ट्रांसिएंट ट्रांसिएंट वह है जो कम होता रहता है और स्टेडी स्टेट में यह जैसा है कुछ समय बाद भी रहता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस तब तक जारी रहता है जब तक फाॅर्स उपलब्ध है तो आप इन स्थिरांक A और B की गणना प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके कर सकते हैं और C और D का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और हमने इसको प्राप्त किया है

उसके बाद हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर विस्तार से चर्चा करते हैं यह स्टेडी स्टेट रिस्पांस का एम्पलीटूड है और यहाँ यह पद p0 बाई k स्टैटिक रिस्पांस के तुल्य है यदि एक स्थिर फाॅर्स p0 सिस्टम पर कार्य कर रहा था और यह डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर है तो यह फ्रीक्वेंसी अनुपात के मान के आधार पर एक एम्पलीफिकेशन या रिडक्शन फैक्टर है तो यह चित्र इस डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर Rd को दर्शाता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि Rd का मान 1 के करीब है जब फ्रीक्वेंसी अनुपात बहुत कम होता है तो यह Rd बहुत कम होता है जब यह 1 से बहुत कम होता है तो Rd 1 के करीब होता है इसका मतलब है जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 से बहुत छोटा होता है तो स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस के बराबर होगी तो जब Rd 1 है तो x p0 बाई k के बराबर होगा और जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 के पास होता है तो रिस्पांस बहुत अधिक बढ़ जाता है जो डेम्पिंग के मान पर निर्भर करता है और जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 से बहुत अधिक होता है तो यह फैक्टर बहुत अधिक हो जाता है 1 से कम यह 0 के करीब हो जाता है इसका मतलब हैस्टेडी स्टेट रिस्पांस एम्पलीटूड स्टैटिक रिस्पांस एम्पलीटूड की तुलना में बहुत छोटा होगा आइए अब हार्मोनिक वाईब्रेशन्स के कुछ उदाहरण देखें तो पहले उदाहरण की समस्या में मास m स्टिफनेस k और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n एक अनडेमप्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम अज्ञात है इन गुणों को हार्मोनिक एक्ससाइटेसन टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जाना है 4 हर्ट्ज़ की एक्ससाइटेसन फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस बिना बाध्यता के बढ़ जाता है इसके बाद एक वजन डेल्टा w जो 5 पाउंड के बराबर है मास m से जुड़ा होता है और रेसोनेंस टेस्ट दोहराया जाता है इस बार रेसोनेंस 3 हर्ट्ज पर होता है जो सिस्टम के मास और स्टिफनेस को निर्धारित करता है तो हमारे पास अनडेमप्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम है और हार्मोनिक एक्ससाइटेसन टेस्ट का उपयोग करके मास और फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है तो उसे कैसे किया जाता है आप विभिन्न फ्रीक्वेंसी के साथ कई एक्ससाइटेसन के साथ संरचना को एक्ससाइट करते हैं और पता लगाते हैं कि रेसोनेंस कब होता है तो यह तब दिया जाता है जब रेसोनेंस हो रहा हो तो आइए देखें कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए तो हमने सीखा है कि अनडेमप्ड सिस्टम के लिए रेसोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर होता है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि पहली रेसोनेंस फ्रीक्वेंसी जो 4 हर्ट्ज के रूप में दी गई है वह सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो हम लिख सकते हैं कि ⍵n1 2 pi fn है fn को यहां 4 हर्टज़ के रूप में दिया गया है तो जब रेसोनेंस पहली बार होता है तो वह एक्ससाइटेसन फ्रीक्वेंसी है तो ⍵n1 8 pi है और हम जानते हैं कि ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी k बाई m के वर्गमूल के बराबर है तो अब हम k बाई m का यह मान जानते हैं और इसका वर्ग भी तो दूसरी बार सिस्टम में एक अतिरिक्त मास जोड़ा गया तो हम दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को भी जानते हैं जो कि 3 हर्ट्ज़ है जो कि 6 pi रेडियन प्रति सेकंड है ωn1 2 2 x 4 8 ωn12 64 ωn2 2 2 x 3 6 ωn22 3 तो अब सिस्टम का मास बदल गया है तो हमारे पास k बाई m प्लस डेल्टा m है डेल्टा m इस अतिरिक्त भार का मास है तो अब यह सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास एक समीकरण k बाई m प्लस डेल्टा m बराबर ओमेगा 2 का वर्ग है तो अब हमारे पास दो समीकरण हैं जिन्हें हल करने पर हम दो अज्ञात ज्ञात कर सकते हैं वे k और m हैं तो बस इस समीकरण को हल करें और k और m ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि डेल्टा m इस अतिरिक्त भार के मास के बराबर है तो हम गणना कर सकते हैं कि वजन पांच है यदि आप इसे g से विभाजित करते हैं तो आपको मास मिलता है तो इस समीकरण में इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापित करें और यदि आप इस समीकरण को इससे विभाजित कर सकते हैं तो आपको यह मिल जाएगा और अंततः आप मास के मान की गणना कर सकते हैं तो मास इतना आता है और इसे यहाँ स्थानापन्न करते हैं आपको स्टिफनेस का मान मिलता है तो इस प्रकार हम हार्मोनिक टेस्ट का उपयोग करके एक सिस्टम के मास और स्टिफनेस का पता लगाते हैं आइए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं एक मशीन चार स्टील स्प्रिंग्स पर सपोर्टेड है जिसके लिए डेम्पिंग को नगण्य किया जा सकता है मशीन स्प्रिंग सिस्टम के वर्टीकल वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 चक्र प्रति मिनट है मशीन वर्टीकल फाॅर्स उत्पन्न करती है यह एक हार्मोनिक फाॅर्स है मशीन के परिणामी स्टेडी स्टेट वर्टीकल डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीटूड x 02 इंच के बराबर है फिर मशीन 20 आरपीएम पर चल रही है और एम्पलीटूड 180 आरपीएम पर 1042 है और एम्पलीटूड 600 आरपीएम पर 00248 इंच है मशीन की वर्टीकल गति के एम्पलीटूड की गणना करें यदि स्टील स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो समान स्टिफनेस प्रदान करते हैं लेकिन जीटा के बराबर डेम्पिंग 25 प्रतिशत के बराबर है विभिन्न मशीन गति पर आइसोलेटर्स की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें तो इसमें हमारे पास 4 स्प्रिंग्स द्वारा सपोर्टेड एक मशीन है दो आगे हैं और दो पीछे हैं मशीन अलग अलग गति से चल रही है तो इस वर्टीकल वाइब्रेशन का एम्पलीटूड मशीन की विभिन्न गतियों पर दिया जाता है और हमें यह पता लगाना होगा कि जब इन स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह वाइब्रेशन कैसे बदलेगा जो इस सिस्टम को अतिरिक्त डेम्पिंग प्रदान करते हैं तो चलिए इसका समाधान करते हैं तो यह दिया गया है कि इस मशीन स्प्रिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 चक्र प्रति मिनट है इसलिए जब मशीन 20 आरपीएम पर चल रही हो यानी 20 चक्कर प्रति मिनट यह दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड 02 इंच है इसलिए हम फ्रीक्वेंसी अनुपात की गणना कर सकते हैं क्योंकि हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी जानते हैं हम फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को जानते हैं जो 20 आरपीएम तो फ्रीक्वेंसी अनुपात 01 है और हम जानते हैं कि अनडेमप्ड सिस्टम्स के लिए स्टेडी स्टेट रिस्पांस का एम्पलीटूड p 0 बाई k के बराबर होता है जिसे 1 माइनस ओमेगा n पूरे वर्ग से विभाजित किया जाता है और फिर उसका एम्पलीटूड होता है तो यहाँ हम एम्पलीटूड जानते हैं इसलिए हम इस समीकरण में एम्पलीटूड के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और p0 बाई k को मालूम कर सकते हैं और हम जानते हैं कि p0 बाई k सिस्टम का स्टैटिक रिस्पांस है यदि सिस्टम पर एक स्थिर फाॅर्स कार्य कर रहा था तो एम्पलीटूड का एक स्थिर फाॅर्स p0 सिस्टम पर कार्य कर रहा था तो यह स्टेडी स्टेट रिस्पांस है तो अब हम गणना करेंगे कि जब स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या होता है इसलिए जब रबर आइसोलेटर्स रखे जाते हैं तो आपको 25 प्रतिशत की डेम्पिंग मिलती है और फ्रीक्वेंसी अनुपात नहीं बदलता है यह 01 के बराबर है इसलिए हम जानते हैं कि जब डेम्पिंग मौजूद होता है तो एम्पलीटूड इस तरह व्यक्त किया जाता है तो हम केवल मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो अब हम p0 बाई k का मान जानते हैं और फ्रीक्वेंसी अनुपात और डेम्पिंग के मान को भी प्रतिस्थापित करते हैं आपको रिस्पांस एम्पलीटूड 01997 इंच के रूप में मिलता है तो अब हम 180 आरपीएम पर चलते हैं इसलिए जब मशीन 180 आरपीएम पर होती है तो एम्पलीटूड हम फ्रीक्वेंसी अनुपात जानते हैं तो हम गणना कर सकते हैं जो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाई 180 होगा जो कि 200 है तो फ्रीक्वेंसी अनुपात यहां 09 है फिर से हम इस समीकरण में स्थानापन्न कर सकते हैं और p0 बाई k के मान की गणना कर सकते हैं और हमें वही प्राप्त होना चाहिए जिसकी हमने पहले गणना की था क्योंकि यह सिर्फ एक स्थैतिक रिस्पांस है यह फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है तो यह वही होना चाहिए जो हमने पहले देखा है तो अब फिर से देखते हैं कि जब सिस्टम में डेम्पिंग होती है तो क्या होता है इसलिए जब स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हम रिस्पांस एम्पलीटूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड की गणना कर सकते हैं इसलिए हम मानों को स्थानापन्न कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया था और हम रिस्पांस एम्पलीटूड की गणना कर सकते हैं और यह 04053 इंच आता है अब हम 600 आरपीएम के लिए गणना करते हैं फिर से एम्पलीटूड दिया गया है हम फ्रीक्वेंसी अनुपात की गणना कर सकते हैं और यह 3 आता है यहां स्थानापन्न करने पर आपको वही रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस मिलेगा हम अब तक इन चरणों को छोड़ सकते हैं मैंने इसे सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए रखा था यह स्टैटिक रिस्पांस है और यह आरपीएम की परवाह किए बिना स्थिर रहेगा इसलिए जब डेम्पिंग 25 प्रतिशत है तो आइए हम एम्पलीटूड की गणना करें और यह 00243 हो जाता है तो यह रिस्पांस एम्पलीटूड होगा यदि हम स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं अब हमने तीनों मामलों की गणना की है और अब परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए हम मशीन को अलग अलग गति से चलाते हैं तो हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी अनुपात आते हैं हर बार फोर्सिंग फ्रेक्वेंसीस बदल रही थी तो ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी अनुपात हैं अब यह रिस्पांस अपलिटूड है जब स्प्रिंग्स को रखा गया था जब कोई डेम्पिंग नहीं थी तो ये एम्पलीटुडस दिए गए थे और हमने रिस्पांस एम्पलीटूड की गणना की है जब डेम्पिंग 025 है जब स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा बदल दिया जाता है तो ये परिणाम हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 01 होता है तो रिस्पांस एम्पलीटुडस बहुत करीब होते हैं जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 09 होता है जैसा कि हम देख सकते हैं कि रिस्पांस का एम्पलीटूड काफी कम हो जाता है जब हम स्प्रिंग्स को रबर आइसोलेटर्स द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं जब हम सिस्टम में कुछ डेम्पिंग पेश करते हैं जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 3 होता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों एम्पलीटुडस लगभग समान हैं इसका मतलब है रबर आइसोलेटर्स ने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को नहीं बदला और यह व्यवहार हम पहले ही देख चुके हैं जब हमने रिस्पांस फैक्टर्स पर चर्चा की थी तो हमने देखा है कि Rd जो डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर है का मान फ्रीक्वेंसी अनुपात के साथ इस तरह बदलता रहता है इसलिए जब फ़्रीक्वेंसी अनुपात 1 से बहुत कम था जैसा कि यहाँ था जब यह यहाँ था तो यह 01 है इसलिए जब यह 1 से काफी कम था तो यह फैक्टर 1 के करीब था इसका मतलब है हमारी रेस्पॉन्सेस समान होंगी जो कि हम यहां देख रहे हैं इसका मतलब है कि डेम्पिंग यहाँ कोई प्रभाव नहीं डालता है लेकिन जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 के करीब होता है तो डेम्पिंग इस रिस्पांस एम्पलीटूड पर प्रभाव डालती है तो डेम्पिंग के आधार पर रिस्पांस कम हो जायेगा इसलिए हमारे यहां 25 प्रतिशत डेम्पिंग थी इसलिए हमारी रिस्पांस में काफी कमी आई है इसलिए जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 की तुलना में बहुत अधिक होता है तो फिर से डेम्पिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है यह फैक्टर 1 से कम हो जाएगा लेकिन यह डेम्पिंग के साथ ज्यादा नहीं बदलता है तो यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी अनुपात 3 है इसलिए जैसा कि इस चित्र से देखा जा सकता है कि वहाँ पर डेम्पिंग का अधिक नियंत्रण नहीं है तो यहाँ भी हमारी डेम्पिंग रिस्पांस के एम्पलीटूड को कम नहीं करता है अगली समस्या में हमारे पास दो सिम्पली सपोर्टेड बीम हैं और उस पर एक एयर कंडीशनिंग यूनिट रखी गई है तो 1200 पाउंड वजन वाली एक एयर कंडीशनिंग यूनिट को दो पैरेलल सिम्पली सपोर्टेड स्टील बीम के बीच में बोल्ट किया गया है बीम की स्पष्ट लम्बाई 8 फीट है प्रत्येक बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेकंड मोमेंट 10 इंच की घात 4 है यानी I है यूनिट में मोटर 300 आरपीएम पर चलती है और इस गति से 600 पाउंड का असंतुलित फाॅर्स पैदा करती है बीम के वजन नगण्य मान ले और सिस्टम में 1 प्रतिशत विसकस डेम्पिंग मान लें स्टील के लिए E को 30000 केएसआई के रूप में दिया जाता है जो कि किप्स प्रति वर्ग इंच है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के समान बीम के मध्य बिंदुओं पर स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन और स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन के एम्पलीटूड का निर्धारण करे जो असंतुलित फाॅर्स के परिणामस्वरूप होता है तो यह एयर कंडीशनिंग यूनिट कुछ गति से घूम रही है जो दी गई है और इससे असंतुलित फाॅर्स उत्पन्न होता है फाॅर्स का एम्पलीटूड भी दिया गया है तो यह यूनिट बीम पर एक हार्मोनिक फाॅर्स लगा रही है तो हमारे पास पहले से ही जानकारी है कि बीम की लंबाई 8 फीट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेकंड मोमेंट दिया गया है जो कि I 10 इंच की घात 4 है यंग का मॉडुलुस दिया गया है और यह बताया है कि डंपिंग अनुपात जीटा 001 है जो 1 प्रतिशत डेम्पिंग विसकस डेम्पिंग है तो हम फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं जो कि 300 आरपीएम पर है जो 300 बाई 60 चक्र प्रति सेकंड है और यदि आप 2 pi से गुणा करते हैं तो आप इसे रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त करेंगे तो ओमेगा इतना है जब हम जानते हैं कि असंतुलित फाॅर्स एम्पलीटूड 600 पाउंड दिया गया है और इस एसी यूनिट का वजन भी 1200 पाउंड दिया गया है तो अब हम स्थिर स्टेडी स्टेट डेफोर्मेशन और एक्सेलरेशन का पता लगाते हैं तो सिस्टम की स्टिफनेस दो बीम की स्टिफनेस के बराबर है तो हमारे पास दो सिम्पली सपोर्टेड बीम हैं और लम्बाई के मध्य में स्टिफनेस 48 EI बाई L3 के बराबर है आपको स्टैटिक पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन करना चाहिए था इसलिए यदि आपको यह याद नहीं है तो कृपया अपने स्टैटिक एनालिसिस नोट्स देखें तो यह L3बाई 48 EI है जो लम्बाई के मध्य में सिम्पली सपोर्टेड बीम की लेटरल स्टिफनेस है

तो हमारे पास दो बीम हैं तो सिस्टम की समतुल्य स्टिफनेस दो गुना है जिसकी आप इसकी गणना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम के सभी मान और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैं यह ओमेगा एन जो कि K बाई m के वर्गमूल के बराबर है हम एसी यूनिट का वजन जानते हैं तो हम मास की गणना कर सकते हैं मास वजन बाई g है अत यह kg बाई वजन का वर्गमूल हो जाता है तो हम फिर से नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात है तो हम ओमेगा बाई ओमेगा एन से फ्रीक्वेंसी अनुपात की गणना कर सकते हैं जो कि 0307 के बराबर है तो आइए अब स्टेडी स्टेट रिस्पांस की गणना करें हम जानते हैं कि डेम्पिंग सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड p0 बाई k बाई 1 माइनस डेम्पिंग अनुपात स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर प्लस 2 जेटा डेम्पिंग अनुपात पूरे वर्ग का वर्ग होता है तो हम इन सभी मानो को प्रतिस्थापित कर सकते हैं ये सभी अब तक हमें ज्ञात हैं तो p0 बाई k ज्ञात है डेम्पिंग अनुपात ज्ञात है फ्रीक्वेंसी अनुपात ज्ञात है तो इसे स्थानापन्न करें और इतना मान प्राप्त करें तो यह एक घूर्णन एसी यूनिट के प्रभाव में बीम के डिस्प्लेस्मेंट का एम्पलीटूड होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड x0 इसलिए एक बार डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड ज्ञात होने पर हम एक्सेलरेशन रिस्पांस एक्सेलरेशन एम्पलीटूड की गणना कर सकते हैं और एक्सेलरेशन एम्पलीटूड ओमेगा n वर्ग गुना डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड है तो हम इसकी गणना भी कर सकते हैं तो इस एक्सेलरेशन एम्पलीटूड 2009 इंच प्रति सेकंड स्क्वायर है हम इसे g के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं बस इस मान को g के मान से विभाजित करें और हम इसे g के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो यह g गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन के 00053 गुणा के बराबर है यह दिया गया है कि आइसोलेशन ब्लॉक का वजन 2000 पाउंड है और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 1500 चक्र प्रति मिनट है यह दिया गया है कि आइसोलेशन ब्लॉक का फाउंडेशन इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन करता है तो हम हर्ट्ज में मान की गणना कर सकते हैं जो प्रति सेकंड चक्र है तो 1500 बाई 60 आपको हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी का मान देगा इसे स्टील स्प्रिंग के लिए e मान भी दिया गया है जो कि 30000 ksi है तो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में सीखा है तो यह आइसोलेशन ब्लॉक के वाइब्रेशन और फाउंडेशन की फ्रीक्वेंसी का अनुपात है और यह प्रश्न में दिया गया है कि यह 10 प्रतिशत होना चाहिए जो कि 01 है तो यह ट्रांसमिसिबिलिटी जो हमें दी गई है जिसे हमें इस 01 को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो कि 1 से कम है तो अब आइए देखें कि फ्रीक्वेंसी अनुपात के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी का मान कैसे बदलता है तो हमने इसे पिछले सप्ताह सीखा है तो यह ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व है तो y अक्ष इस अनुपात को दिखाता है इस मामले में आइसोलेशन ब्लॉक का वाइब्रेशन बाई फाउंडेशन का वाइब्रेशन तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी अनुपात बहुत कम है इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन 1 के बराबर है इसलिए उस स्थिति में हम 01 के इस मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि फ्रीक्वेंसी अनुपात बहुत कम है तो ऐसे मामले में आइसोलेशन ब्लॉक का वाइब्रेशन और फाउंडेशन का वाइब्रेशन समान होगा भले ही डेम्पिंग या फ्रीक्वेंसी अनुपात कुछ भी दी गई हो क्योंकि पूरी रेंज के लिए ट्रांसमिसिबिलिटी मान 1 है यदि फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 से बहुत कम है जो इस दायरे में है और अगर फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 के करीब है तो ट्रांसमिसिबिलिटी 1 से अधिक होगी इसका मतलब है हम वाइब्रेशन के एम्पलीटूड को कम नहीं कर सकते हैं लेकिन यह बढ़ेगा और डेम्पिंग के आधार पर वाइब्रेशन कम हो जाएगा इसका मतलब है कि यदि आपके पास उच्च डेम्पिंग है तो ट्रांसमिसिबिलिटी मान कम हो जाएगा लेकिन उस रेंज में भी सामान्य डेम्पिंग स्तरों के लिए ट्रांसमिसिबिलिटी का मान 1 से अधिक होगा इसलिए 01 की ट्रांसमिसिबिलिटी प्राप्त करने के लिए हमें मूल 2 से आगे जाना होगा इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी अनुपात मूल 2 से अधिक होना चाहिए तो आइए जानें कि हमारे एम्पलीटूड में 10 प्रतिशत की कमी के लिए फ्रीक्वेंसी अनुपात कितना पर्याप्त होगा अतः 1 से कम ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए फ्रीक्वेंसी अनुपात मूल 2 से अधिक होना चाहिए तो यह ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए व्यंजक है जिसे हमने पिछले सप्ताह सीखा है तो वह 1 प्लस 2 जीटा फ्रीक्वेंसी अनुपात के वर्ग फिर पूरे के वर्ग को 1 माइनस फ्रीक्वेंसी अनुपात वर्ग से विभाजित करने पर प्राप्त पद का वर्ग प्लस 2 जेटा फ्रीक्वेंसी अनुपात का पूरे का वर्ग और पूरे व्यंजक का वर्गमूल है इसकी घात 1 बाई 2 तो जब जीटा 0 के बराबर है तो इस मामले में इस प्रश्न में यह दिया गया है कि हम डेम्पिंग को नगण्य कर सकते हैं तो जीटा यहाँ 0 के बराबर है तो ट्रांसमिसिबिलिटी यह हो जाती है ये दो शर्तें रद्द हो जाएंगी इसलिए हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी कम हो जाती है और हमें इसे 01 के बराबर बनाना होगा तो इससे हम ट्रांसमिसिबिलिटी के इतने मान के लिए आवश्यक फ्रीक्वेंसी अनुपात की गणना कर सकते हैं तो बस इस समीकरण को हल करें और हम फ्रीक्वेंसी अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो ओमेगा बाई ओमेगा n है और वह मान 332 के बराबर है यह 2 के वर्गमूल से अधिक है तो हमें 01 से कम ट्रांसमिसिबिलिटी मिलेगी तो अब हम फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा को जानते हैं तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं इसलिए यदि आप सभी मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी k बाई m के वर्गमूल के बराबर होती है इसलिए यदि मास ज्ञात हो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात हो तो हम स्टिफनेस की गणना कर सकते हैं तो बस मान को प्रतिस्थापित करें और स्टिफनेस प्राप्त करें इसलिए अगर हम उस आइसोलेशन सिस्टम की प्रभावी स्टिफनेस को 116 किप्स प्रति इंच रखते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का रिस्पांस फाउंडेशन रिस्पांस का केवल 10 प्रतिशत है